शब्द संग्रह कंट्रोल प्रवाह दर अनुपात कंट्रोल फीडबैक कंट्रोल कंट्रोल स्ट्रीम अब हम एक और कंट्रोल को देखते हैं जिसमें फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दोनों के लक्षण होते हैंयह एक बहुत ही सामान्य कंट्रोल संरचना है जिसे विशेष रुप से रासायनिक प्रक्रियाओं मैं इस्तेमाल किया जाता है इसलिए यह एक विशेष फीडबैक फीडफॉरवर्ड कंट्रोल लूप संरचना है जिसे मूल रूप से संयोजन कंट्रोल बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि बर्नर मैं ईंधन वायु अनुपात उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉयलर है और बॉयलर में एक भट्ठी है तो आपको लौ का उत्पादन करना है लौ के उत्पादन के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता है आपको ईंधन की आवश्यकता है और आपको हवा की आवश्यकता है लेकिन उन्हें ऐसे अनुपात में प्रदान किया जाना चाहिए ताकि पूर्ण दहन हो पाए इसलिए यदि आपके पास पर्याप्त ईंधन नहीं है तो आप संभवतः पर्याप्त गर्मी उत्पन्न नहीं करेंगे दूसरी तरफ यदि आपके पास पर्याप्त हवा नहीं है तो ईंधन पूरी तरह से जल नहीं पाएगा और आप वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषक का उत्पादन करेंगे इसलिए पूर्ण दहन के लिए ईंधन वायु अनुपात को सही बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है इसी तरह डिस्टिलेशन कॉलम में रिफ्लक्स अनुपात एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो उत्पाद की गुणवत्ता तय करता है इसलिए विभिन्न परिस्थितियां हैं जहां दो सामग्रियों को एक रिएक्टर या एक चैम्बर में सटीक वाष्पशील प्रवाह अनुपात में एक साथ लाया जाना चाहिए यह वह स्थिति है जिसमें आप अनुपात नियंत्रण लागू करते हैं यहां दो विशिष्ट संरचनाएं हैं जिसमें अनुपात नियंत्रण का उपयोग किया जाता है यह पहली संरचना है तो आइए देखते हैं जैसा कि आपने अनुपात कंट्रोल मैं देखा है हमारे पास यहां दो धाराएं हैं पहली धारा इसे हम जंगली धारा कह सकते हैं इसलिए हम इसे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करेंगे यह धारा किसी और तरीके से जैसे कि उत्पादन मात्रा द्वारा नियंत्रित की जाएगी इसलिए यह एक मास्टर धारा की तरह है जो कुछ ऑपरेटर परिवर्तन आदि के कारण स्वतंत्र रूप से बदलती है और यह दास धारा या नियंत्रित धारा है यह एक कंट्रोलर नहीं है यह एक नियंत्रित प्रवाह है तो मूल रूप से हमारा विचार यह है कि यदि जंगली धारा में परिवर्तन होता है तो हमें इस धारा को इस तरह बदलना चाहिए कि जंगली धारा की वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर और नियंत्रित धारा की वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर का अनुपात स्थिर बना रहेठीक है यह हमारा उद्देश्य है इसलिए जाहिर है इसे पाने के लिए हमें इन धाराओं को मापना होगा इसलिए हम यहां दो प्रवाह ट्रांसमीटर रख रहे हैं जो वास्तव में वॉल्यूमैट्रिक प्रवाह दर को मापते हैं तो यहां हम उन्हें अनुपात प्राप्त करने के लिए भाग दे रहे हैं तो यह वास्तविक अनुपात है और यह वांछित अनुपात हैं और यह अनुपात नियंत्रक है तो यह एक और इनपुट है और यह अनुपात नियंत्रक इस इनपुट को वाल्व पर देता है ताकि कंट्रोल धारा बदल जाए बढ़े या कम हो जाए जिससे यह अनुपात बदलता रहेगा तो आप देखते हैं कि इस तरह आप अनुपात को बनाए रख सकते हैं एक और तरीका है जिसके द्वारा आप इसे कर सकते हैं उदाहरण के लिए इस संरचना में आप यह कर रहे हैं कि आप इस बार वास्तव में जंगली धारा से सेट प्वाइंट प्रदान कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप जंगली धारा में प्रवाह दर को मापते हैं यदि आप इसे व्युत्पन्न अनुपात से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा तो आपको यह मिलेगा कि जंगली धारा की इस प्रवाह दर पर कंट्रोल धारा की कितनी मात्रा आनी चाहिए तो इस अर्थ में यह कंट्रोल धारा की प्रवाह दर के लिए एक सेट प्वाइंट है इसलिए इसका उपयोग करके आप एक सेट प्वाइंट प्रदान कर रहे हैं और उसके बाद यह एक सामान्य फीडबैक कंट्रोल है इसलिए वास्तव में आप इसे दोनों तरीकों से कर सकते हैं और अनुपात प्राप्त कर सकते हैं तो यह हमें इस व्याख्यान के अंत पर ले आता है इसलिए अब हम इस पाठ की समीक्षा कर लेते हैं इसलिए सबसे पहले प्रतिक्रिया नियंत्रण के एक बुनियादी नुकसान को देखें इस अर्थ में कि यह बाधाओं में बदलाव का तुरंत जवाब नहीं दे सकता है और यह धीमा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी बाधाएं आउटपुट को प्रभावित करने के लिए लंबा समय लेती है और एक फीडबैक कंट्रोलर अपने आवश्यक नियंत्रण संरचना द्वारा केवल आउटपुट में परिवर्तन का जवाब दे सकता है और यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या बाधाएं हो रही है जो त्रुटियों का कारण बनता है इन त्रुटियों को सही किया जाना चाहिए एक फीडबैक नियंत्रण जो त्रुटियां बना रही हैं उसे सही किया जाना चाहिए और यदि वे धीरे धीरे बनते हैं तो त्रुटियां लंबे समय तक रहती हैं इसलिए यदि हम एक अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा करने का एक तरीका है ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं जहाँ हम बाधाओं को माप सकते हैं इसलिए अगर हम बाधाओं को माप सकते हैं उदाहरण के लिए हमने देखा है कि यदि इनलेट प्रवाह दर का तापमान एक गड़बड़ी है तो इसे आसानी से मापा जा सकता है इसलिए उन स्थितियों में जहां हम बाधाओं को माप सकते हैं हमें बाधाओं मैं बदलाव के जवाब में अपनी कंट्रोल कार्रवाई को तुरंत बदलने में सक्षम होना चाहिए इससे पहले कि वे वास्तव में उत्पन्न हो इसलिए हमें आउटपुट पर प्रभाव उत्पन्न करने से पहले ही बाधाओं को बेअसर करना चाहिए और इस कार्य के लिए हमारे पास फीडबैक फिडफारवर्ड कंट्रोल है और यही फीडफॉरवर्ड कंट्रोल का मूल लाभ है और हमने यह भी देखा है कि इसका एक बड़ा नुकसान यह है कि हमें सटीक मॉडल की आवश्यकता होती है और इसलिए फ़ीडफॉरवर्ड कंट्रोल को अकेले उपयोग नहीं किया जा सकता है इसका उपयोग फीडबैक ट्रिम के साथ किया जाना चाहिए फिर हमने फ़ीडफॉरवर्ड कंट्रोलर्स के डिज़ाइन को स्टेडी स्टेट मॉडल के साथ साथ एक गतिशील मॉडल के आधार पर देखा है मेरा मतलब है कि एक बहुत ही सरल गतिशील मॉडल और हमने देखा है कि अगर हम गतिशील मॉडल के आधार पर फ़ीडफॉरवर्ड कंट्रोलर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रक्रिया आउटपुट सेट प्वाइंट से मेल खाएगा तो कुछ निश्चित प्रकार के सेट पॉइंट परिवर्तन के कारण प्लांट द्वारा इनपुट में अनुचित आउटपुट की मांग की जा सकती है जिसे दिया जाना संभव नहीं है इसलिए इस तरह के मामलों में हम सेट प्वाइंट को फ़ीड फॉरवर्ड कंट्रोलर में देने से पहले एक कमांड प्री फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं फिर हमने देखा कि आमतौर पर इस कारण की गतिशील मॉडल को सटीक रूप से प्राप्त करना लगभग हमेशा बहुत मुश्किल होता है इसलिए हमें फीडफॉरवर्ड कंट्रोलर के साथ एक फीडबैक कंट्रोलर को संयोजित करना होगा ताकि मॉडलिंग की अशुद्धियों के कारण उत्पन्न कंट्रोल त्रुटि मैं फीडबैक लूप में धीरे धीरे ही सही लेकिन अंततः उन्हें सही किया जाएगा तो आपको बहुत तेज़ी से बाधा सुधारने की कार्रवाई मिल जाएगी और जो भी त्रुटियां हैं वे अंततः ठीक हो जाएंगी तो यही हमने देखा और फिर हमने एक अनुपात नियंत्रण संरचना देखा जो मिश्रित फीडफॉरवर्ड फीडबैक संरचना है इस अर्थ में कि हम प्लांट में बाधाओं जैसे कि आप कह सकते हैं जंगली धारा को सेंस कर रहे हैं और उसी समय हम एक फीडबैक बना रहे हैं इसलिए कंट्रोल धारा को फीडबैक संरचना में नियंत्रित किया जा रहा है जिसका सेट प्वाइंट जंगली धारा से आ रहा है जो हमारे हाथ में हो भी सकता है और नहीं भी इसलिए यदि यह हमारे हाथ में नहीं है तो यह एक बाधा जैसा ही है इसलिए इसी कारण से यह फीडबैक और फीड फॉरवर्ड संरचना का मिश्रित रूप है आखिरकार अब हम कुछ विचार करने योग्य बिंदुओं पर आते हैं वे कौन से मामले हैं जहां फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का उपयोग होता है वे मामले हैं जहां बाधाओं को आउटपुट को प्रभावित करने में बहुत समय लगता है और बाधाओं को मापा जा सकता है और फीडफॉरवर्ड कंट्रोल को आम तौर पर फीडबैक के साथ क्यों लागू किया जाता है इसका उत्तर भी आपको इस पाठ में मिल जाएगा हमने इसके बारे में कई बार बात की है और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का एक व्यावहारिक उदाहरण दें फ़ीड फॉरवर्ड कंट्रोल को कई स्थितियों में गति नियंत्रण के लिए लागू किया जाता है जैसे कि रोलिंग मिल मैं और जाहिर है तापमान नियंत्रण समस्याओं में जैसा कि हमने पहले ही देखा है इसलिए आप कुछ ऐसे उदाहरण का पता लगाएं जहां फीडफॉरवर्ड कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है और अंततः क्या अनुपात कंट्रोल फीडफॉरवर्ड कंट्रोल का ही एक रूप है या यह फीडबैक कंट्रोल का एक रूप है या यह दोनों का मिश्रण है तो इस पर विचार करें इसे फीडफॉरवर्ड कंट्रोल कहा जा सकता है क्योंकि यह बाधाओं को माप रहा है लेकिन यहां पर एक फीडबैक लूप भी है तो यह सत्यापित कीजिए कि क्या यह शुद्ध फीड फ़ॉरवर्ड है या फीडबैक या किसी और तरह की संरचना है तो आज के लिए इतना ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद अब हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे